इंजीनियरिंग गणित 2 पर व्याख्यानों में आपका स्वागत है तो यह सरफेस इंटीग्रल पर व्याख्यान संख्या 8 है और हम जारी रखेंगे क्योंकि हमने पहले ही स्केलर फंक्शन के लिए सरफेस इंटीग्रल को कवर कर लिया है और आज हम सरफेस इंटीग्रल के लिए वेक्टर फंक्शन के विचार को पेश करेंगे तो हम पहले इस ओरिएंटेब्ल सरफेस को कवर करेंगे और फिर हम इस फ्लक्स इंटीग्रल पर आएंगे जो वेक्टर फील्ड की सरफेस इंटीग्रल है तो याद करने के लिए कि हमने पिछले व्याख्यान में क्या कवर किया है जो सतह S पर सरफेस इंटीग्रल था और विचार यह था कि यह फंक्शन g सतह S पर एकीकृत किया जा रहा है और इस सरफेस इंटीग्रल को इस सरल क्षेत्र इंटीग्रल या दोहरे इंटीग्रल में परिवर्तित किया जाएगा जहां यह R इस सतह का अभिक्षेप है तो उदाहरण के लिए यह यहां की सतह है और इसे निर्देशांक अक्ष में से एक पर प्रक्षेपित किया जाएगा तो मान लीजिए कि यहां इस xy प्लेन पर इसे निर्देशांक प्लेन पर प्रक्षेपित किया जाएगा तो मान लीजिए कि इस xy सतह को इस प्लेन पर प्रक्षेपित किया जा रहा है तो हमारे पास प्लेन पर यह R है तो इस डबल इंटीग्रल का मूल्यांकन इस क्षेत्र R पर xy प्लेन में किया जाएगा और इस प्लेन पर सतह के इस वक्रता और इस xy प्लेन क्षेत्र के बीच अंतर के कारण यहां एक अतिरिक्त कारक है तो वह कारक आ रहा होगा और फिर हमारे पास एक सरल डबल इंटीग्रल dA है इसलिए जैसा कि यहाँ लिखा गया है R सुविधा के अनुसार S जो xyyzzx का प्रक्षेपण है क्योंकि हमें यह भी देखना होगा कि यह जो सतह पर परपेंडिकुलर है वह इस के परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए जो प्लेन पर इकाई सामान्य वेक्टर है जहां हमने सतह को प्रक्षेपित किया है तो इस विचार के साथ हम अब अधिक सामान्य सरफेस इंटीग्रल के लिए जा सकते हैं तो इससे पहले हमें इस ओरिएंटेबल सरफेस को यहां पेश करना होगा तो यह एक चिकनी सतह है जिस पर हमने पहले ही चर्चा की है अंतर केवल इतना है कि हम यहाँ जोड़ेंगे इसलिए यदि दोनों पक्षों को किसी दी गई सतह के दो अलग अलग रंगों में पेंट किया जा सकता है तो हम इसे ओरिएंटेबल सरफेस के रूप में कहेंगे इसलिए उदाहरणों की मदद से हम अधिक खोज करेंगे तो उदाहरण के लिए यहाँ हमारे पास ये दो ओरिएंटेबल सरफेस हैं तो यह है सिलेंडर हम दो अलग अलग रंगों के साथ पेंट कर सकते हैं अंदर और बाहर अधिक औपचारिक रूप से गणितीय रूप से विचार यह है कि हम किसी भी बिंदु पर एक सामान्य हो सकता है और यह दोनों दिशाओं में होगा तो आंतरिक दिशा में क्या होगा और फिर बाहरी सामान्य होगा तो इसी तरह यहां क्षेत्र के साथ साथ हमारे पास किसी भी बिंदु पर दो सामान्य हैं एक बाहरी सामान्य है और दूसरा आवक सामान्य होगा तो इन सतहों के किसी भी बिंदु पर हमारे पास किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय सामान्य है और उनके पास दो दिशाएं होंगी एक यह होगा कि पिछले की दूसरी दिशा है लेकिन अगर हम इस मोबियस पट्टी पर विचार करते हैं तो स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि हमारे पास ऐसी सतहों के लिए है इसलिए उदाहरण के लिए यहां अगर मैं इस बिंदु को चुनता हूं और फिर यह इस बिंदु पर सामान्य की तरह होगा लेकिन अगर मैं इसके साथ जाता हूं और फिर वापस आता हूं तो मैं इस पट्टी के दूसरी तरफ होऊंगा तो मूल रूप से विचार यह है कि आप इस ज्योमेट्री को यहां 2 अलग अलग रंगों या पेंट नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास ऐसी ज्योमेट्री के लिए 2 अलग अलग सतहें नहीं हैं इसलिए हम इस तरह की सतह के समाकलनों के लिए इस पर विचार नहीं करेंगे जिसे हम आज कवर करने जा रहे हैं तो हमेशा आपके पास एक दी गई सतह के 2 अलग अलग पहचानने योग्य चेहरे होंगे इसलिए हमारे पास सतह S के माध्यम से एक वेक्टर फील्ड का प्रवाह है जिस पर हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे इसलिए अभिविन्यास महत्वपूर्ण है क्योंकि हम दो दिशाओं में सामान्य पर विचार करेंगे तो यूनिट सामान्य S की दिशा में एक ओरिएंटेबल सतह S पर फ्लक्स इंटीग्रल द्वारा दिया जाता है तो हमारे पास यह फ्लक्स इंटीग्रल है सामान्य की दिशा में इस के घटक को सतह S पर एकीकृत किया जा रहा है तो यह वही है जिसे हम फ्लक्स इंटीग्रल या एक वेक्टर फील्ड के फ्लक्स को सतह S के माध्यम से कहते हैं जोमेट्रिकली रूप से एक फ्लक्स इंटीग्रल वेक्टर फील्ड के सामान्य घटक S पर सतह इंटीग्रल है तो अगर यह एक तरल पदार्थ से भरा निरंतर वेग है तो इस तरल पदार्थ का घनत्व xyzपर है उदाहरण के लिए यहां एक प्रवाह इंटीग्रल है क्योंकि यह सतह पर इस सामान्य के साथ इस वेग क्षेत्र का घटक है तो यह हमें बताएगा कि द्रव S का द्रव्यमान मात्रा की प्रति इकाई पर बह रहा है इसलिए इसमें कई अन्य अनुप्रयोग हैं जो फ्लक्स इंटीग्रल है तो कुछ सरल उदाहरणों के लिए इसका मूल्यांकन करें लेकिन अब विचार यह है कि इसका मूल्यांकन कैसे किया जाए और इसका अनुवाद पिछले व्याख्यान से किया जा रहा है जहां हमने पहले ही चर्चा की है कि सतह के क्षेत्र का मूल्यांकन कैसे किया जाए सतह पर एक स्केल फंक्शन का मूल्यांकन कैसे किया जाए और यहां हम इस तरह के अधिक सामान्य इंटीग्रल के लिए फिर से जारी रखेंगे तो हम मानते हैं कि सतह S इस स्तर की सतह का एक हिस्सा fxyz C है इसलिए यदि हमारी सतह z gxy दी जाती है तो हम fxyz z gxy परिभाषित कर सकते हैं और इस fxyz फंक्शन के लिए हम विचार करेंगे यह इस स्तर की सतह के एक विशेष मामले के रूप में 0 के बराबर है तो यह वास्तव में दी गई सतह के समीकरण का प्रतिनिधित्व करेगा क्योंकि यहां एक बार जब हमने सतह के इस fxyz C समीकरण को ले लिया है तो यह यूनिट सामान्य है शायद 2 यूनिट वेक्टर में से किसी एक के जैसा कि मैंने पहले चर्चा की थी कि यूनिट वेक्टर के लिए 2 दिशाएं होंगी तो हम ग्रेडिएंट f की मदद से इस की गणना कर सकते हैं तो दी गई सतह की सामान्य दिशा में ग्रेडिएंट f इंगित करने वाली और फिर हम यूनिट वेक्टर होने के लिए सामान्य कर सकते हैं तो यह और कुछ नहीं है बल्कि यदि आप परिमाण से विभाजित करते हैं तो यह इकाई वेक्टर है और फ्लक्स अब है तो यह दी गई सतह f के लिए है ग्रेडिएंट f और इसके मान का प्रयोग इस इकाई वेक्टर को रखने के लिए किया जाता है और यह वह कारक है जिसकी हमने पहले ही चर्चा की है क्योंकि हम अब अनुमानित क्षेत्र पर एकीकरण कर रहे हैं जिसे समन्वित प्लेन में से एक पर प्रक्षेपित किया जा रहा है तो यह कारक सतह के उस वक्रता की भरपाई करने के लिए अतिरिक्त कारक होगा और फिर इसे इस अनुमानित R पर एकीकृत किया जा रहा है इसलिए हम इस इंटीग्रल का मूल्यांकन कर सकते हैं हम इसे और अधिक सरल बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास हैं तो इसे और सरल बनाया जा सकता है तो फ्लक्स इंटीग्रल जो वहां लिखा गया था जिसका इस की मदद से मूल्यांकन किया जा सकता है तो अब हम समस्याओं के माध्यम से जा सकते हैं इसलिए पहली समस्या में हम सतह S के माध्यम से बाहरी फ्लक्स को खोजना चाहते हैं इसलिए वे अंदर और बाहर की दिशा में होंगे तो यहां हम बाहर की दिशा को कवर करने जा रहे हैं तो हमारे पास दिए गए वेक्टर फील्ड हैं और सतह S को सिलेंडर से काटा जाता है तो हमारे पास सिलेंडर है जिसका मतलब है कि यह x अक्ष के समानांतर है सिलेंडर की धुरी x अक्ष है और z के सकारात्मक मानों के लिए हैं तो हम z की नकारात्मक वैल्यू के लिए नहीं जा रहे हैं तो यह सिलेंडर के आधे कट की तरह है और फिर समाधान प्राप्त करने के लिए यह यहां एक स्थिति है हमारे पास x अक्ष है तो यह वह सिलेंडर है जो इस x 0 से x 1 तक काटा जाता है तो यहां हमारे पास x 1 है और यह निश्चित रूप से x 0 लाइन है तो फिर यह सतह S है और जैसा कि पहले चर्चा की गई थी इस सरफेस इंटीग्रल को प्राप्त करने के लिए हमें इसे समन्वय प्लेन में से एक पर प्रोजेक्ट करना होगा तो स्वाभाविक रूप से हम यहां xy प्लेन पर परियोजना करेंगे क्योंकि अगर हम अन्य प्लेन पर उस स्थिति को प्रोजेक्ट करते हैं जो हमारे पास डिनोमिनेटर में डॉट उत्पाद है जो वास्तव में 0 हो जाएगा तो यहाँ इस मामले में हम xy प्लेन पर परियोजना करेंगे और इसलिए हमारे पास f xyz C सतह है तो जो सतह समीकरण है तो यह होने पर हम बाहरी सामान्य की गणना कर सकते हैं तो प्लस साइन के साथ यह बाहर की ओर सामान्य होगा और हम माइनस साइन लेते हैं कि यह अंदर की ओर सामान्य होगा जिसे हम इस अभिव्यक्ति से महसूस कर सकते हैं तो ग्रेड f x के संबंध में इस का पार्शियल डेरिवेटिव होगा जो 0 है तो 0 के रूप में ith घटक हैं फिर हमारे पास y के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव है जो है और फिर हमारे पास है तो यह ग्रेड f है और फिर हम इस के परिमाण से विभाजित कर सकते हैं तो हमारे पास है तो परिमाण हैं और सिलेंडर पर है तो हमारे पास है तो यह बाहर की ओर सामान्य है तो उस वेक्टर के बारे में जो प्रक्षेपित प्लेन के लिए सामान्य है यहां हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि इस सतह को xy प्लेन पर प्रक्षेपित किया जा रहा है तो इसका मतलब यह होने जा रहा है तो यह z अक्ष की दिशा में है तो बस है और फिर हम इस की गणना कर सकते हैं यह इस अभिव्यक्ति की मदद से सतह पर डिफ्रेंटिएल तत्व है तो हमारे पास ग्रेड f और फिर से परिमाण है तो यह ग्रेड f और डॉट उत्पाद के साथ इस मामले में के साथ तो ग्रेड f पहले से ही दिया गया है तो यहाँ के डिनोमिनेटर में हम 2 z करने के लिए जा रहे हैं तो ग्रेड और फिर जब हम इस के साथ गुणा करते हैं तो यह दूसरा घटक जीवित रहेगा जिसका मतलब है कि घटक के साथ 2 z है तो यह 2z है और फिर यह पहले से ही हमने देखा है कि इस ग्रेड f का परिमाण 2 है तो हमारे पास है और हम सकारात्मक z के बारे में बात कर रहे हैं और वहां नकारात्मक दिशा की ओर जा रहे हैं तो यह सिर्फ सकारात्मक है इसलिए हमारे पास 2 भी रद्द हो जाएगा xy प्लेन पर dA डिफ्रेंटिएल तत्व है तो हम को भी पाने की जरूरत है तो तो हमारे पास है और यह बिंदु उत्पाद है जो यहां दी गई इकाई सामान्य है इसलिए यदि हम डॉट उत्पाद डालते हैं तो हमारे पास है तो इसका मतलब है यहाँ अगर हम सामान्य z लेते हैं तो हमारे पास है और सतह पर यह 1 के बराबर है तो हमारे पास बस z है तो यह होने के कारण और भी दिया गया है अब हम सरफेस इंटीग्रल की गणना कर सकते हैं तो इस S के माध्यम से फ्लक्स है तो तत्व है और यह z है इसलिए यदि हम z को गुणा करते हैं और फिर हमारे पास सिर्फ 1 है तो यह प्रस्तावित प्लेन पर एकीकृत किया जाएगा तो अनुमानित प्लेन क्या है प्रक्षेपित प्लेन xy प्लेन में है तो यह वास्तव में आयताकार है हमारे पास है यह यहां से 1 तक है और क्योंकि यहां आपके पास 1 हैं और y घटक 1 के रूप में है इसलिए यह 2 है तो यह x की दिशा में है और फिर इस y की दिशा में 2 है इसलिए यह यहां 1 है और यह 2 है तो यह अनुमानित क्षेत्र केवल प्रक्षेपण का क्षेत्र होगा तो यह इस आयत का क्षेत्र है तो बिना किसी गणना के हम आयताकार के इस क्षेत्र को प्राप्त कर सकते हैं जो यहां 2 है तो यह स्पष्ट है कि हमें इस की गणना करने की आवश्यकता है इसके लिए हमें सतह के दिए गए समीकरण से इस की आवश्यकता है और इसकी गणना की जा सकती है हमें इस डिफ्रेंटिएल तत्व की आवश्यकता है जो मानक है हमने पिछले व्याख्यान में भी किया है तो यह फिर से इस f की मदद से और यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने प्रक्षेपण के लिए किस समन्वय प्लेन पर विचार किया है और फिर यह एक है वो dA इसलिए इस फ्लक्स का मान 2 है तो अगली समस्या में जब हम इस इंटीग्रल का मूल्यांकन करना चाहते हैं जहां यह इस प्लेन का हिस्सा S है जो पहले ऑक्टेंट में है तो हमारे पास यह प्लेन है और हम इस सतह के लिए उस प्लेन के पहले ऑक्टेंट पर ही विचार कर रहे हैं तो फिर से उसी प्रक्रिया में F भी दिया जाता है हमें की गणना करने की आवश्यकता है हमें इस डिफ्रेंटिएल तत्व आदि की गणना करने की आवश्यकता है तो जो समाधान हम यहाँ लेते हैं f सतह हैं और दी गई सतह इस फ़ंक्शन की स्तर सतह है तो ग्रेड f को खोजने के लिए हम अब इस x के संबंध के पार्शियल डेरिवेटिव की गणना कर सकते हैं जो कि 2 है यहाँ y के संबंध में उनका पार्शियल डेरिवेटिव 3 है फिर z के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव 4 है तो और इसलिए ग्रेडिएंट f इकाई सामान्य वेक्टर है और हमें इसके परिमाण से विभाजित करना होगा यानी और हमारे पास यह वेक्टर है फिर हमें भी इस की आवश्यकता है इसलिए वहां दिया गया है और यहां है इसलिए हम इस की गणना कर सकते हैं तो आ रहा है और फिर यहां 2 हमारे पास 6 या 12 z है हमारे पास 3 और फिर 6 है तो हमारे पास वहाँ 18 होगा और हमारे पास 4 और 3 है तो हमारे पास 12 है और यह यहां से y है तो यह है और हमारे पास यह तत्व है जो है इसलिए हमें इसकी गणना करने की भी आवश्यकता है तो ग्रेडिएंट f की गणना यहां की गई है हमारे पास पहले से ही इसका मगनीटुडे है और फिर हमारे पास के साथ इस डॉट उत्पाद के साथ ग्रेडिएंट f है क्योंकि यहां हम इस xy प्लेन पर फिर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसलिए यह उस xy प्लेन के लिए सामान्य है जो हमारे पास है यहां हमारे पास इस प्लेन को yz प्लेन या zx प्लेन या xy प्लेन पर प्रोजेक्ट करने की संभावना है इसलिए हमने इस xy प्लेन को उस स्थिति में ले लिया है अगर हम अन्य समन्वय प्लेन लेते हैं तो यह वेक्टर जो यहां लिया गया है बदल जाएगा इसलिए आमतौर पर हम यूनिट को इसकी टोपी से दर्शाते हैं तो यह इस मामले में लिया गया है और हमें यह तत्व का वर्गमूल मिला है अब आगे बढ़ते हुए इसलिए जैसा कि चर्चा की गई है हम xy प्लेन पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो xy प्लेन पर प्रक्षेपण क्या है तो यह स्थिति थी कि यह यहां प्लेन 2 x 3 y 4 z 12 है और फिर हम इसे इस xy प्लेन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं या हम yz प्लेन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं और अब इस वर्तमान स्थिति में हम xy प्लेन पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह प्रक्षेपण एक त्रिकोणीय आकार होने जा रहा है इसका मतलब है प्रक्षेपण R इस x और y अक्ष से घिरा होगा और निश्चित रूप से क्योंकि हमने पहले ही अनुमान लगाया है इसलिए यहां से z 0 हो जाएगा और हमारे पास 2 x 3 y 12 वह लाइन होगी जो 2 अक्षों को जोड़ेगी तो हमारे पास अब प्रक्षेपण के लिए यह स्थिति है यह x अक्ष है और फिर हमारे पास y अक्ष है और यह 2 x 3 y 12 रेखा है तो हम सतह के लिए इस त्रिकोणीय आकार पर इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास यह दिया गया है हमने पहले ही इसका मूल्यांकन कर लिया है जो हैं हमारे पास दी गई सतह भी है इस तत्व का भी हमने मूल्यांकन किया है इसलिए हमने जो मूल्यांकन किया है हम अब इस फ्लक्स इंटीग्रल की गणना करने के लिए तैयार हैं और हमने इस डोमेन पर भी चर्चा की है कि यह अनुमानित डोमेन है जहां हम अब डबल इंटीग्रल को एकीकृत करेंगे तो यह सरफेस इंटीग्रल इस R पर है यह क्षेत्र R यहां दिया गया है जो अनुमानित है तो हमारे पास है इसलिए क्योंकि हम xy प्लेन में प्रक्षेपित कर रहे हैं दी गई सतह से z प्रतिस्थापित किया जाना है तो हमारे पास यह है तो यह 12 z के रूप में लिखा गया था और यह 4 z सतह के इस समीकरण से 12 2 x 3 y इस के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और फिर हमारे पास 18 12y है तो इस डिफ्रेंटिएल तत्व को द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो हमारे पास डबल इंटीग्रल है जिसका मूल्यांकन इस दिए गए क्षेत्र R पर किया जाता है इसलिए सीमा के बारे में हमें पहले सीमा का प्रस्ताव करना होगा यह सरलीकरण इस अभिव्यक्ति की ओर ले जाएगा और फिर सीमाओं के लिए तो पहले हम y की सीमा के बारे में बात करते हैं तो y 0 से 3 से आगे बढ़ रहा है और x के लिए हमारे पास 0 से यह वही है जो हमें यहां से मिलेगा तो जब हम y 0 डालते हैं हमारे पास 2x 12 है इसका मतलब x 6 है तो यह बिंदु 60 है तो 0 से 6 के लिए x आगे बढ़ रहा है और y इस रेखा के लिए 0 से है जहां y हमने 3 के तोर पर गणना की है तो यह डबल इंटीग्रल मूल्यांकन कर सकते हैं और 138 मान के रूप में आ रहा है तो यह सरल डबल इंटीग्रल है जिसका हमने पहले से ही इंटीग्रल कैलकुलस में मूल्यांकन किया है एक और उदाहरण जहां हम इस सरफेस इंटीग्रल का S पर मूल्यांकन करेंगे वह S सिलेंडर की सतह का एक हिस्सा है तो हमारे पास फिर से एक सिलेंडर है और अक्ष z अक्ष के समानांतर है तो हमारे पास यह Z 0 से 4 तक भिन्न है और इसे पहले ऑक्टेंट में शामिल किया गया है तो यहाँ हम का मूल्यांकन करना चाहते हैं जहाँ हैं इसलिए हम फिर से विचार करेंगे हम इसे लेंगे यह भी ठीक है यदि आप लेते हैं क्योंकि उदाहरण के लिए ग्रेडिएंट f के मूल्यांकन के लिए 36 कोई भूमिका नहीं निभा रहा है तो यहां हमारे पास स्थिति है हमारे पास x y और z अक्ष है और यह सिलेंडर है जो z अक्ष के साथ है और यह z 0 से z 4 तक अलग अलग है तो फिर हमारे पास है और इस का निरपेक्ष मूल्य हैं तो तो फिर से यूनिट सामान्य वेक्टर ग्रेड f है और इस परिमाण 12 से विभाजित है तो हमारे पास ग्रेड f है और तो यह है अब प्रक्षेपण के बारे में क्योंकि सतह यह सिलेंडर z की दिशा में है इसलिए यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमारे पास अब इसे किसी भी समन्वय प्लेन के लिए प्रक्षेपित करने की संभावना नहीं है क्योंकि उदाहरण के लिए अगर हम xy प्लेन पर परियोजना करते हैं तो क्या होगा xy प्लेन में ये इस xy प्लेन के परपेंडिकुलर यह है और जब हम और इस उत्पाद को करते हैं जो वहां आवश्यक है तो यह 0 हो जाएगा और यह हमारे इंटीग्रल में डिनोमिनेटर में आ रहा है तो यह काम नहीं करने जा रहा है और फिर से आप xy प्लेन पर इस सिलेंडर के प्रक्षेपण को भी देख रहे हैं यह केवल वृत्त का एक हिस्सा होने जा रहा है वहां वास्तव में कोई सतह नहीं होगी तो जो भी तरीके हों सूत्र काम नहीं करेगा और हम इसे इस xy प्लेन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें इस पर कोई सतह नहीं मिलेगी समन्वय प्लेन पर कोई भी प्लेन इसलिए यहां हमें या तो इस xy प्लेन पर परियोजना करनी है या हम इस yz प्लेन पर परियोजना कर सकते हैं तो हम मूल्यांकन कर सकते हैं तो अब हमारे पास क्या है सबसे पहले संक्षेप में हमने ग्रेड f का मूल्यांकन किया है जो हैं यह निरपेक्ष परिमाण 12 है जो दिया गया है और हमारे पास अब यूनिट सामान्य वेक्टर भी है तो हम का मूल्यांकन कर सकते हैं यहाँ सतह पर उस तत्व ग्रेडिएंट f और तो यह है तो यहाँ हम yz प्लेन पर प्रक्षेपण लेते हैं तो इसका मतलब है कि बन जाएगा हम xy प्लेन में भी कर सकते हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसलिए हमने यहां yz प्लेन लिया है हैं तो यह अब दिया गया है तो d sigma बराबर इस के करना होगा यह दिया गया है लेकिन हमने इसे बदल दिया है और फिर यह यूनिट वेक्टर प्रक्षेपित प्लेन में है हमने लिया है तो डॉट उत्पाद बस 2 x दे देंगे और इसका परिमाण 2 x है तो इसका मतलब है हमारे पास है इसलिए अब हमारे पास क्या है इस सतह का इस के साथ मूल्यांकन किया जा सकता है तो यहां हमें की गणना करने की आवश्यकता है इसका मतलब है वहाँ 1 6 होगा और फिर हमारे पास है तो जहाँ हमने मूल्यांकन किया है जो है और हम yz प्लेन पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसलिए अगर हमें फिर से प्रक्षेपण देखना है तो यह एक आयताकार आकार होगा क्योंकि हमने पहले ही पहले उदाहरण में देखा है

हमारे पास वहां सिलेंडर है और अगर इसे yz प्लेन पर प्रक्षेपित किया जाता है तो यह यहां एक आयत होने जा रहा है उदाहरण के लिए हमने xz प्लेन का चयन किया है इसलिए यह आयत होने जा रहा है z 0 से 4 तक बदलता है और फिर दिए गए समीकरण से हम भी x के निर्देशांक पा सकते हैं तो यह होने के बाद हम अब सीमा के साथ जा सकते हैं तो Z के लिए सीमाएं 0 से 4 हैं और हम इस y अक्ष से y की गणना करेंगे तो इस y के लिए हम yz प्लेन पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं लेकिन xz प्लेन के लिए एक ही काम किया जा सकता है तो y 0 से 6 के लिए आगे बढ़ रहा है और फिर हम इस का मूल्यांकन कर सकते हैं तो y के संबंध में एकीकरण हमारे पास है इस मूल्यांकन के बाद हम फिर इस z के संबंध में मूल्यांकन कर सकते हैं और अंत में हम यहां पहुंचेंगे इस मामले में जवाब 416 है ये वे संदर्भ हैं जिनका उपयोग हमने इन व्याख्यानों को तैयार करने के लिए किया है निष्कर्ष पर आते हैं इसलिए हमारे पास मुख्य रूप से यह सरफेस इंटीग्रल है फ्लक्स या घटक की दिशा में सतह S पर एकीकृत है और इसके कई अनुप्रयोग हैं हमने उनमें से कुछ का नाम पहले से ही व्याख्यान में दिया है और मूल्यांकन कैसे करना है इस विचार पर वास्तव में सतह क्षेत्र के मूल्यांकन के लिए हमने चर्चा की है और यह इस के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा प्रस्तावित प्लेन के लिए सामान्य होगा तो हमें दी गई सतह को निर्देशांक प्लेन में से एक में प्रोजेक्ट करना होगा और यह निर्भर करता है कि यह 0 नहीं होना चाहिए तो सतह के लिए सामान्य है तो सतह के लिए सामान्य अनुमानित प्लेन के लिए सामान्य के लिए परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए अन्यथा यह 0 हो जाएगा और हम इस सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते हैं ताकि हमें यह देखना पड़े कि कौन सा सुविधाजनक है और यह भी इस क्षेत्र इंटीग्रल के मूल्यांकन के दौरान 0 नहीं होना चाहिए तो इस सतह इंटीग्रल को सरल डबल इंटीग्रल में परिवर्तित किया गया है जिसका हमने पहले से ही अध्ययन किया है और फिर यह सरलीकरण एक और सरल सूत्र की ओर जाता है जिसका उपयोग सरफेस इंटीग्रल के लिए किया जा सकता है तो अब तक हमने लाइन इंटीग्रल और सतह इंटीग्रल सीखा है पिछले 3 व्याख्यानों में एक लाइन इंटीग्रल के लिए समर्पित थे और अब सतह इंटीग्रल के लिए हैं तो फिर से अगला व्याख्यान लाइन से सतह इंटीग्रल में रूपांतरण होने जा रहा है यदि आपको याद है कि हमने पहले ही ग्रीन थ्योरम पर चर्चा की है जहां इस तरह का रूपांतरण हुआ था कि हमारे पास वक्र इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल है और जिसे डबल इंटीग्रल में बदल दिया गया था और अब हमारे पास डबल इंटीग्रल के बजाय अधिक सामान्य विचार है तो हम इस ग्रीन थ्योरम को सामान्यीकृत करेंगे जिसे स्टोक्स थ्योरम कहा जाता है इसके सामान्यीकरण में से एक पर अगले व्याख्यान में चर्चा की जाएगी तो यह सब इस व्याख्यान के लिए है और आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद